क्योंकि हमने इस विशेष बॉडी को स्थिर मान लिया है जबकि ऐसा नहीं है l इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है इसे ऐसे समझें मान लीजिए मैं इस तरह एक फोर्स लगाता हूं और इसे देखता हूं यह हिंजड है यदि मैं एक फोर्स लगाता हूं तो यह चल सकता है l तो क्या होगा यह ऐसे ही चलेगा यह कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा यह इस तरीके से चलेगा क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह बस नीचे जाता है इस तरह घूमता है यह नीचे जाता है और इस तरह चलता है जिसका मतलब है कि यदि मैं एक फोर्स यहां लगाता हूं तो यह एक स्टैटिकली अनस्टेबल सिस्टम बन जाता है इस तरह की बॉडी इस तरह के सिस्टम को मैकेनिज्म कहते हैं इसका दूसरा नाम स्टैटिकली अनस्टेबल सिस्टम है कई बार लोग इसे स्टैटिकली नहीं रखते हैं और इसे बस अनस्टेबल सिस्टम कहते हैं l